अब हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के बौद्धिक हिस्से की बात करते हैं जब हम बौद्धिक के अर्थ की बात करते हैं तो हमने उन चीजों का उल्लेख किया जो हमारी बुद्धि से निकलती हैं उदाहरण के लिए उत्पाद जो हमारी बुद्धि से निकलते हैं बौद्धिक होने से कारण हमने चीजों को सोचने और समझने की अपनी क्षमता का उल्लेख किया कभी कभी ये चीजें जटिल होती हैं इसलिए यह कभी कभी विचारों को सोचने और समझने की क्षमता है उन विचारों में से कुछ विचार जटिल हो सकते हैं तो विचार एक ऐसी चीज है जो एक मानसिक प्रयास से निकलती है हम यह भी कह सकते हैं कि विचार एक सावधान सोच का उत्पाद है ये सभी चीजें सृजनात्मकता जो मानव में निहित हैं रचनात्मकता जो बौद्धिक प्रयास से निकलती है और विचार जो निरंतर या सावधान सोच से आते है इन चीजों को हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में बौद्धिक कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार उन चीजों के चरित्र के बारे में वर्णनात्मक हैं जो इसकी रक्षा करते हैं उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि पेटेंट आविष्कार की रक्षा करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार जो पेटेंट है वे उस बौद्धिक संपदा की रक्षा करते हैं जो आविष्कार है हम आविष्कार का उल्लेख कुछ इस तरह करते हैं जो रचनात्मक मानव श्रम से निकलता है और आविष्कार एक आकस्मिक आविष्कार के रूप में हो सकता है लेकिन फिर भी इसे बुद्धि के उत्पाद के रूप में माना जा सकता है हमें बौद्धिक संपदा को समझने की आवश्यकता है कि यह कैसे प्रकट हो सकती है हमारे पास कुर्सी बनाने वाले एक बढ़ई का उदाहरण हो सकता है आपको सिर्फ एक बढ़ई की कल्पना करनी है जो लकड़ी से एक कुर्सी का निर्माण कर रहा है वह लकड़ी को नरम करता है उन्हें टुकड़ों में काटता है फिर उन्हें संरेखित करता है और वह बिना किसी कागज पर कलम और ड्राइंग के भी पूरी कुर्सी का निर्माण कर सकता था या यहाँ तक कि दूसरों को भी महसूस कराए बिना कि यह किसी तरह का बौद्धिक प्रयास है जो उससे निकल रहा है जब एक बढ़ई वास्तव में एक कुर्सी बना रहा है तो एक व्यक्ति को यह देखने को मिलता है कि वह मानव श्रम में शामिल है जिसे हम शारीरिक श्रम कहते हैं मानसिक श्रम दिखाई नहीं देता हालांकि यह वहां होता है लेकिन उत्पाद के अंत में जब उत्पाद हो पूर्ण हो जाता है तो आप एक सुंदर गढ़ी हुई कुर्सी देख पाएंगे आप इसे बनाने में लगे मानसिक श्रम को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन जब आप उसे देख रहे थे तो आप वह शारीरिक प्रयास का पता लगाने में सक्षम थे जिसे उन्होंने बौद्धिक रूप से शामिल किया है बौद्धिक तत्व मानसिक तत्व को कवर करता है यह उस मानसिक श्रम से निकलने वाले कौशल को भी कवर करेगा शारीरिक और मानसिक तत्व को अलग करना कभी कभी कठिन होता है क्योंकि जब कोई विशेष कौशल बढ़ई के हाथ से निकलता है तो इसमें कुछ शारीरिक कौशल और मानसिक कौशल का एक संयोजन होता है इसलिए हमारे लिए शारीरिक भाग को मानसिक भाग से अलग करना और कहना कठिन है लेकिन इस अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हालांकि हमने बढ़ई को शारीरिक प्रयास और शारीरिक श्रम का अभ्यास करते देखा लेकिन हम वह प्रक्रिया नहीं देख पाए जो कुर्सी की कल्पना करने और कुर्सी को बनाने में लगी थी जो उसके दिमाग में थी इसी तरह जब हम एक लेखक को एक किताब लिखते हुए देखते हैं तो हम उसे कागज पर कलम से कुछ लिखते हुए देखते हैं और आप उसे श्रमपूर्वक लगातार कई दिनों तक एक साथ ऐसा करते हुए देखते हैं जब तक कि पुस्तक पूरी नहीं हो जाती यह दृश्य जो हम देखते हैं सभी लेखकों के लिए समान हो सकता है चाहे वह कोई भी हो यह एक पाठ्यपुस्तक का लेखक हो सकता है यह किसी और को भेजे जाने वाले पत्र का लेखक हो सकता है यह एक उत्कृष्ट कृति का लेखक हो सकता है लेकिन मानसिक प्रयास का अन्तर इन सबसे भिन्न है और जो गुणवत्ता निकलती है वह भी अलग है तो बौद्धिक से हमारा मतलब है बौद्धिक हम मानसिक प्रयास या रचनात्मक प्रयास को देख रहे हैं जो शारीरिक और मानसिक कौशल का एक संयोजन हो सकता है हम उस हिस्से को देख रहे हैं जो मनुष्य के लिए विशेष है आपको इसे इस तरह से समझने की आवश्यकता है इसलिए जब भी हम उस संपत्ति के बारे में बात करते हैं जो बौद्धिक रूप से उभर कर आती है तो यही वह ताकत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए हम यह नहीं कहते हैं कि एक कलाकार या एक दर्जी रंगीन धागे का उपयोग कपड़े के एक टुकडे़ पर कढ़ाई करने के लिए करता है वही कार्य आज एक सिलाई मशीन द्वारा किया जा सकता है हम सिलाई मशीन के काम को बौद्धिक संपदा नहीं कहते हैं क्योंकि सिलाई मशीनों के निर्माण में बौद्धिक संपदा बहुत पहले प्रयोग की गई थी जो रंगीन धागे का उपयोग करके कपड़े पर इस जटिल डिजाइन को करने में सक्षम थी जबकि दर्जी जिसने इसे बनाया था या वह व्यक्ति जिसने वास्तव में कपड़े पर डिजाइन का एक टुकड़ा उकेरा था हम कहेंगे कि इसमें उसका एक बौद्धिक प्रयास शामिल था इसलिए हम बौद्धिकता को कुछ ऐसी चीज़ों के रूप में अलग करते हैं जो मनुष्य से आती हैं न कि मशीनों से मिलने वाली किसी वस्तु से हम बौद्धिक रूप से भी कुछ अलग करते हैं जो मानव के लिए विशेष है न कि अन्य प्राणियों के लिए